पिछली कक्षा में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में चर्चा कर रहे थे और वहाँ हमने देखा है कि कुछ मापदंड हैं जो किसी भी शेड्यूलिंग नीति को अनुकूलित करने का प्रयास करेंगे और जो मानदंड हैं उनमें से कुछ संख्याएँ हमारे पास हैं और यह अनिवार्य नहीं है कि उन सभी को केवल एक शेड्यूलिंग नीतियों द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है इसलिए अलग अलग शेड्यूलिंग नीतियां अलग अलग मानदंड अनुकूलित करने के लिए लक्षित हो सकती हैं इसलिए शेड्यूलिंग मानदंड को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए एक सीपीयू उपयोग है तो स्वाभाविक रूप से उद्देश्य के लिए सीपीयू उपयोग 100 प्रतिशत के बराबर है निश्चित रूप से हमारे पास यह सीपीयू उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि उस स्थिति में इसका मतलब है कि हम सीपीयू को 100 प्रतिशत से अधिक समय तक व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक समय में सीपीयू केवल एक ही कार्य कर सकता है स्वाभाविक रूप से 100 प्रतिशत से अधिक उपयोग संभव नहीं है तो सीपीयू का उपयोग 100 प्रतिशत या 10 से कम या बराबर होगा तो स्वाभाविक रूप से मूल्य 1 के जितना करीब या जितना संभव हो सके होने का प्रयास करेंगे फिर थ्रूपुट आता है तो थ्रूपुट प्रक्रिया की संख्या है जो प्रति यूनिट समय पर अपने निष्पादन को पूरा करती है अब आप देखते हैं कि थ्रूपुट भी अन्य कारकों से मिलकर बनता है जैसे कि कोई कार्य किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो इसलिए इस तरह से हम अगर हम पूरी होने वाली प्रक्रियाओं की संख्या के संदर्भ में गिनती कर रहे हैं इसलिए हम सीपीयू बर्स्ट की संख्या की गणना करेंगे जो कि प्रति यूनिट समय में पूरा हो जाएगा तो प्रत्येक सीपीयू बर्स्ट को गणना के लिए एक प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि थ्रूपुट क्या है इसलिए यह एक संभावना है या शायद अगर हम प्रति यूनिट समय के अनुसार पूरे होने वाले कार्य की संख्या के संदर्भ में गिनती कर रहे हैं तो यह भी संभव है इसलिए हम प्रति यूनिट समय में पूरी की गई प्रक्रियाओं की संख्या या सीपीयू बर्स्ट की संख्या को देख सकते हैं तो यह है कि प्रति यूनिट समय में कितने काम पूरे होते हैं फिर टर्नअराउंड टाइम तो यह एक विशेष प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए समय की राशि है तो यह कार्य प्रस्तुत करने से लेकर कार्य पूरा होने तक है तो यह नए स्थिति से समाप्त स्थिति या पूर्ण स्थिति के लिए है तो कुल समय आवश्य क्या है और यह क्लॉक टाइम है इतना है कि सीपीयू टाइम नहीं है यह क्लॉक टाइम है तो किसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक कुल समय क्या है यह प्रक्रिया के लिए टर्नअराउंड टाइम है वेटिंग टाइम जैसा कि हमने देखा है यह उस समय की मात्रा है जब रेडी क्यू में एक प्रक्रिया को प्रतीक्षा करवाई जाती है इसलिए प्रणाली में अपने पूरे जीवनकाल के दौरान प्रक्रिया को रेडी क्यू में रखा जाता है जो कि हमारे सिस्टम में मौजूद कार्यों की संख्या पर निर्भर करता है इसलिए सीपीयू की उपलब्धता एक मुद्दा है इसलिए उस कार्य के लिए रेडी क्यू में काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है तो रेडी क्यू में कार्य कितना समय इंतजार कर रहा है यह वेटिंग टाइम का एक माप है फिर हमें रेस्पॉन्स टाइम मिल गया है यह अनुरोध प्रस्तुत करने से पहली प्रतिक्रिया के लिए लिया गया समय है तो यह आप देख सकते हैं कि जब कार्य प्रस्तुत की जाती है जैसे कि एक प्रोग्राम निष्पादन के लिए दिया जाता है तो प्रोग्राम के लिए पहली प्रतिक्रिया कब आती है जैसा कि हमारे पास अंतिम कक्षा में एक प्रोग्राम है हो सकता है कि शुरुआत में कुछ प्रिंट स्टेटमेंट हो जो कहते हैं वेलकम द यूज़र्स टू द सिस्टम एंड टू द वर्क प्रोग्राम और सभी शायद एक द्विघात समीकरण की जड़ों की गणना के लिए तो शायद यह ए बी और सीab and c के मूल्यों के लिए संकेत होगा इसलिए प्रोग्राम की शुरुआत से उस स्थिति में आने में कितना समय लगता है इसलिए यह रेस्पॉन्स टाइम है इसलिए रेस्पॉन्स टाइम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है जब हमें टाइम शेरिंग सिस्टम मल्टी यूज़र सिस्टम मिला है इसलिए वहां हमें सभी उपयोगकर्ताओं को संतोषजनक ढंग से जवाब देना होगा इसलिए यह है कि सभी उपयोगकर्ताओं को यह महसूस होना चाहिए कि जैसे ही मैंने इसे प्रस्तुत किया है मेरे प्रोग्राम का ध्यान रखा गया है इसलिए हालांकि सिस्टम में आपके पास मौजूद लोड के आधार पर वास्तविक समाप्ति समय या वास्तविक समापन समय बड़ा हो सकता है तो यह रेस्पॉन्स टाइम नव प्रस्तुत कार्य के लिए सिस्टम की किसी प्रकार की संतुष्टि या जवाबदेही सुनिश्चित करेगा तो ये शेड्यूलिंग मानदंड हैं इसलिए शेड्यूलिंग मानदंड के आधार पर हम अलग अलग शेड्यूलिंग नीतियों को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें इस चीज़ों के लिए अलग अलग मूल्य मिल गए हैं तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए अनुकूलन मानदंड हैं सीपीयू उपयोग हम अधिकतम करना चाहते हैं थ्रूपुट जिसे आप अधिकतम करना चाहते हैं टर्नअराउंड टाइम हमें कम से कम करना चाहिए वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए और रेस्पॉन्स टाइम भी कम से कम होना चाहिए इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि एक शेड्यूलिंग नीति के लिए कई पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन को संबोधित करना संभव नहीं हो सकता है लेकिन विभिन्न शेड्यूलिंग नीतियां हम इन मापदंडों के मूल्यों की गणना कर सकते हैं और तदनुसार आप किसी विशेष वर्ग के कार्य के लिए एक अच्छी शेड्यूलिंग नीति बना सकते हैं इसलिए जब आप सिस्टम के उपयोगकर्ताओं के आधार पर किसी विशेष प्रणाली पर विचार कर रहे हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि सिस्टम में आने वाले कार्य के प्रकार को उदाहरण के लिए एक विशेष प्रकृति मिली है अगर यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक गणना और सभी के लिए है तो वे कार्य सीपीयू बाध्य कार्य के अधिक हैं इसलिए वे सीपीयू की बहुत सारी संगणना कर रहे हैं इसलिए IO की संख्या कम होगी तो दूसरी तरफ कुछ कार्य जो आईओ बाध्य से अधिक हैं तो यह आईओ का ऑपरेशन अधिक होगा इसलिए मूल रूप से यह उनके लिए रेस्पॉन्स टाइम एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है क्योंकि यदि कोई प्रोग्राम प्रकृति में अत्यधिक संवादात्मक है और अनुरोध सबमिट करने के बाद यदि प्रतिक्रिया थोड़े समय के भीतर नहीं आती है तो उपयोगकर्ता को लगेगा कि जैसे सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उनका रेस्पॉन्स टाइम एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जबकि सीपीयू उपयोग निश्चित रूप से 1 पैरामीटर है जिसे हम अधिकतम करना चाहते हैं लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो सकता है जैसे सिस्टम में पर्याप्त प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं जहां इस सीपीयू उपयोग को बहुत अधिक बनाया जा सकता है इसलिए यदि सीपीयू का उपयोग कम है तो एक संभावित कारण यह है कि सिस्टम को व्यस्त रखने के लिए रेडी क्यू में हमारे पास पर्याप्त कार्य नहीं है ऐसे अन्य कारण हैं जिनके लिए सीपीयू का उपयोग शायद कम है इसलिए हम बाद में देखेंगे जब हम अपनी चर्चा के मेमोरी मॅनेज्मेंट भाग में जाते हैं तो इस CPU उपयोग के कम होने का एक कारण मल्टीप्रोग्रामिंग की इस डिग्री का कम होना है तो यह एक पैरामीटर है जिसे मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कहा जाता है इसलिए यदि यह डिग्री है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कितने कार्य हैं तो अगर मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कम है इसका मतलब है कार्य की संख्या कम है तो स्वाभाविक रूप से आप कई बड़ी संख्या में कार्य को प्रति यूनिट समय में पूरा नहीं कर सकते हैं इसलिए उपयोग कम होगा तो यह इस थ्रूपुट को भी प्रभावित करेगा क्योंकि थ्रूपुट को प्रति यूनिट समय में पूरे होने वाले कार्य की संख्या में मापा जाता है इसलिए अगर मेरे पास सिस्टम में पर्याप्त कार्य नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मल्टीप्रोग्रामिंग की यह डिग्री यदि यह कम है तो थ्रूपुट भी कम होगा दूसरी ओर इस मामले में यह टर्नअराउंड टाइम कम होगा क्योंकि अब मुझे कम कार्य मिले हैं इसलिए वे बहुत तेजी से भाग लेंगे इस तरह से इस कार्य के लिए टर्नअराउंड टाइम कम होगा अगर मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कम है मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कम होने पर वेटिंग टाइम भी कम होगा क्योंकि कार्य कम हैं इसलिए हमें कम इंतजार करना होगा अब यह रेस्पॉन्स टाइम निश्चित रूप से शेड्यूलिंग नीतियों पर निर्भर करता है इसलिए आप सीधे यह नहीं बता सकते हैं कि क्या कार्य की संख्या कम है या नहीं यह न्यूनतम रेस्पॉन्स टाइम होगा रेस्पॉन्स टाइम कम होगा या नहीं यह एक बहस का मुद्दा है इसलिए हम बाद में आएंगे इसलिए इस मल्टीप्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से पैरामीटर के मान भिन्न हो सकते हैं इसलिए आगे हम कुछ शेड्यूलिंग नीतियों पर विचार करेंगे तो ये कुछ जानी पहचानी शेड्यूलिंग नीतियां हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध हैं एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एफसीएफएस पॉलिसी इसलिए यह जो भी कार्य पहले सिस्टम में आया है उसे पहले निष्पादन के लिए मौका मिलेगा इसलिए यह एक गैर निवारक नीति है और यह एक बहुत ही उचित नीति है जिसे आप कह सकते हैं इसलिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी कई बार जब हम इसका अनुसरण करते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के प्रकार की सर्विस करते हैं और हमने देखा है कि अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए स्वीकार्य है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एक अच्छी नीति बनती है दूसरा है शऑरटेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एसजेएफ शेड्यूलिंग तो यह बताता है कि अगर कई कार्य हैं जो रेडी क्यू में हैं तो आप उस कार्य को चुनें जो सबसे कम अवधि की हो इसलिए यदि आप सभी कार्य के बर्स्ट साइज़ को जानते हैं तो यदि आप सबसे छोटा कार्य पहले लेते हैं तो यह दिखाया जा सकता है कि शऑरटेस्ट जॉब फर्स्ट या एसजेएफ नीति है इसलिए यह इष्टतम है तो यह दिखाया जा सकता है कि यह इष्टतम है इस अर्थ में कि यदि आप थ्रूपुट को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एसजेएफ है यदि आप इस वेटिंग टाइम को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह वेटिंग टाइम को अधिकतम रूप से कम कर देता है इसलिए आपके पास कोई अन्य शेड्यूलिंग नीति नहीं हो सकती है जो इस एसजेएफ नीति की तुलना में वेटिंग टाइम कम दे सकती है इसलिए बाद में विस्तार से देखेंगे इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेड्यूलिंग नीति है फिर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हैं इसलिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वे वास्तव में कुछ टाइम क्वांटम तय कर रहे हैं हम इसे डेल्टा टी कहते हैं और जब भी कोई कार्य निष्पादन के लिए सीपीयू दिया जाता है तो यह डेल्टा टी टाइम यूनिट के लिए दिया जाता है इसलिए एक बार जब डेल्टा टी टाइम यूनिट खत्म हो जाती है तो यह काम सीपीयू से निकाल लिया जाता है और इसे रेडी क्यू में डाल दिया जाता है और फिर कतार में अगले कार्य के लिए निष्पादन का मौका मिलता है तो डेल्टा टी का मूल्य एक महत्वपूर्ण लगातार पैरामीटर है और यह कई प्रणालियों में है तो इस अर्थ में यह एक ट्यून करने योग्य पैरामीटर है कि आप इस डेल्टा टी के मूल्य को ट्यून कर सकते हैं इसलिए प्रस्तुत की जाने वाले कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है इसलिए यह आवश्यक हो सकता है कि हम इस टाइम क्वांटम में वृद्धि के साथ इसे बढ़ाएं या घटाएं तो कुछ ठीक ट्यूनिंग करते हैं इस प्रकार सिस्टम प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है तो निश्चित रूप से हमें प्राइयारिटी शेड्यूलिंग मिल गया है तो यह हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा कार्य को जमा किया जाता है और उनकी कार्य के साथ अलग प्राथमिकताएं होती हैं कुछ कार्य बहुत उच्च प्राथमिकता हैं इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में निष्पादन के लिए मौका दिया जाना चाहिए इसलिए शायद उदाहरण के लिए अगर कुछ वैज्ञानिक गणनाएं हैं और कुछ मौसम का पूर्वानुमान है तो इस प्रकार के कार्य इसलिए उन कार्य में वे कम प्राथमिकता के हो सकते हैं क्योंकि वे स्वभाव में इंटरैक्टिव नहीं हैं वे निष्पादन के लिए बहुत समय लेते हैं इसकी तुलना में अगर हमें ऐसे कार्य मिले हैं जैसे की कुछ फायर अलार्म और सभी को बचाना तो वे एक होना चाहिए उनकी बहुत उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए इसलिए इन प्राथमिकताओं को अक्सर सिस्टम द्वारा फिक्स किया जाता है या अक्सर विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम प्रशासक द्वारा फिक्स किया जाता है और फिर तदनुसार यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिए जाते हैं फिर इस नीतियों का एक संयोजन जहां हमें कई स्तर की क्यू मिली हैं इसलिए आम तौर पर हमें एक प्रणाली में एक ही रेडी क्यू मिल गई है लेकिन इसके बजाय यदि आप कई रेडी क्यूज़ के बारे में सोचते हैं इसलिए यदि आपको कई क्यू और प्रक्रिया मिल गई है तो यह एक क्यू 1 है इसलिए यह क्यू 2 है इसलिए जैसे कि यदि कई क्यू हैं तो शायद सीपीयू पहले क्यू 1 से ही कार्य लेगा और यदि यह क्यू 1 खाली है तो ही कार्य क्यू 2 से लिया जाएगा तो वहाँ इसलिए कि क्यू 2 के कार्य वे क्यू 1 के कार्य की तुलना में कम प्राथमिकता के हैं इसलिए हमें इस प्राथमिकता का एक संयोजन मिला है और शायद अराइवल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो इस मल्टइलेवेल क्यू शेड्यूलिंग को प्राप्त करने के लिए उनका संयोजन हो सकता है इसलिए हम एक एक करके सभी शेड्यूलिंग नीतियों पर गौर करेंगे और उनमें से प्रत्येक के लाभ और नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके साथ शुरू करने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग या FCFS शेड्यूलिंग में देखना होगा इसलिए हम समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि हमने मान लिया है कि हमें तीन प्रक्रियाएं मिली हैं P1 P2 P3 और हम मानते हैं कि वे ऐसा हैं वे अपने अराइवल टाइम के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं तो यह माना जाता है कि यह P1 यह पहले आ गया है यह है कि वे आगमन क्रम इस तरह है पहले P1 फिर P2 फिर P3 तो किसी समय में जब अनुसूचक मुक्त होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम वहां पहुंच चुके हैं यह P1 P2 P3 वे रेडी क्यू में हैं और वर्तमान में सीपीयू व्यस्त है यह सीपीयू कुछ अन्य कार्य करने में व्यस्त था और कुछ समय बाद वह कार्य समाप्त हो गया तो अब शेड्यूलर को P1 P2 P3 से इस काम में से एक को लेने और इसे सीपीयू को असाइन करने के लिए जांचना होगा अब FCFS शेड्यूलिंग पॉलिसी में शेड्यूलर द्वारा निर्णय बहुत सरल है यह सिर्फ कार्य के आने के समय को देखता है और तदनुसार यह उस कार्य को CPU में ले जाता है तो आप देखते हैं कि इसे लागू किया जा सकता है यदि आपको FIFO क्यू पहले इन फर्स्ट आउट क्यू मिली है तो यदि हां तो रेडी क्यू जिसे आप देखते हैं कि क्या यह एक फीफो क्यू के रूप में व्यवस्थित है तो आपको दो छोर मिल गए हैं एक आगे है और दूसरी टेल है तो यह फ्रंट एंड है और यह टेल एंड है इसलिए जब भी कोई नए कार्य आता है तो यह टेल एंड में शामिल हो जाती है और जब भी सीपीयू को कार्य देना होता है तो इसे फ्रंट एंड से लिया जाता है तो यह सीपीयू के लिए जा रहा है और यह टेल एंड के लिए है इसलिए यह शामिल हो गया है नए कार्य में शामिल हो रहा है इसलिए यह सिस्टम में नए कार्य से जुड़ रहा है तो इस तरह से हमें यह क्यू मिला है और फिर कार्य क्यू में शामिल हो रहे हैं और शेड्यूलर फ्रंट से ले रहा है तो पी 1 इसका बर्स्ट टाइम 24 इकाइयों है इसलिए अगर मैं शुरू होने का समय 0 लेता हूं तो हम कह सकते हैं कि यह समय 0 पर शुरू होता है और समय 24 पर समाप्त होता है इसलिए समय 24 से तुरंत पहले यह पी 1 समाप्त हो गया है अब कार्य पी 2 है तो पी 2 को उठाया जाता है और यह 3 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है तो 27 समय तत्काल 27 पी 3 से निष्पादित होता है और समय 30 तक चला जाता है इसलिए हमने यहां जो रेखा चित्र बनाया है उसे गैंट चार्ट के रूप में जाना जाता है इसलिए किसी भी शेड्यूलिंग पॉलिसी के लिए आप कुल समय पर व्यक्तिगत प्रक्रियाओं की अवधि को दर्शाने वाले गैंट चार्ट का चित्र बना सकते हैं इसलिए इस तरह से P1 के लिए समय की प्रतीक्षा को दरशा सकते हैं इसलिए P1 को इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह ऐसा होता है जैसे कि हमने शुरू किया है मतलब जैसे कि शेड्यूलर इस स्थल से शुरू कर रहा था और आगे कोई कार्य नहीं है इसलिए P1 का वेटिंग टाइम 0 है कोई तर्क दे सकता है कि P1 पहले आ गया है तो उस समय सीपीयू में कुछ चल रहा था इसलिए P1 को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम सिर्फ प्रक्रियाओं P1 P2 और P3 के बारे में सोच रहे हैं और फिर हमारा समय उस स्थल से शुरू होता है जब पहला कार्य सीपीयू में डाल दिया जाता है तो इस P1 P2 P3 में से जब पहला कार्य सीपीयू में डाल दिया जाता है उस समय से उस स्थल से हम अपना समय शुरू कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से P1 के लिए वेटिंग टाइम 0 के बराबर हो जाता है P2 का वेटिंग टाइम 24 के बराबर है क्योंकि 24 वें समय से यह P2 शुरू हो सकता है और P3 का वेटिंग टाइम 27 है क्योंकि यह 27 वें समय से शुरू हो सकता है तो औसत वेटिंग टाइम 0 प्लस 24 प्लस 27 बटा 3 से इतना है कि 17 के बराबर है इसलिए यदि आप थ्रूपुट की गणना करना चाहते हैं तो वह प्रति यूनिट समय में पूरे होने वाले कार्य की संख्या है इसलिए हमने 30 टाइम यूनिट में 3 कार्य पूरे किए हैं इसलिए थ्रूपुट 01 के बराबर है इसलिए आपने औसत वेटिंग टाइम की गणना की है तो टर्नअराउंड टाइम की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि आपको कार्य के आगमन का समय नहीं पता है इसलिए टर्नअराउंड टाइम की गणना नहीं की जा सकती है और फिर हमें ऐसा कहा गया है यह राउंड रॉबिन नहीं है इसलिए आपके पास यह अन्य पैरामीटर नहीं हो सकते अब आगे चलकर इस P1 P2 P3 को मान लीजिए यह प्रक्रिया एक अलग क्रम में आ गई है इसलिए पहले क्रम था P1 उसके बाद P2 आया उसके बाद P3 था इसलिए यह क्रम था अब हम यह क्रम ले रहे हैं कि पी 2 पहले आया फिर पी 3 और फिर उसके बाद पी 1 आया इसलिए पी 1 सबसे बड़ा कार्य है जो अंत में आया इसलिए चूंकि पी 2 पहले आया था इसलिए पी 2 को निष्पादन के लिए लिया गया है तो पी 2 3 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है फिर पी 3 अगले 3 समय इकाइयों के लिए निष्पादित होता है और फिर पी 1 24 समय इकाइयों के लिए निष्पादित करता है तो इस मामले में आप देखते हैं कि पी 2 के लिए औसत वेटिंग टाइम 0 है पी 3 के लिए 3 है पी 1 के लिए है यह मूल रूप से 6 है तो पी 1 के लिए वेटिंग टाइम 6 है पी 2 के लिए यह 0 है और पी 3 के लिए यह 3 है इसलिए 6 प्लस 0 प्लस 3 बटा 3 इसलिए यह 3 के बराबर है तो औसत वेटिंग टाइम 3 इकाई है जबकि पिछले मामले में औसत वेटिंग टाइम 17 इकाई था इसलिए आप देखते हैं कि कार्य का सेट वही है केवल जो हुआ है वह यह है कि वे शुरू में आने वाले इस सबसे बड़े कार्य के बजाय एक अलग क्रम में पहुंचे हैं इसलिए छोटी कार्य वे पहले आए और परिणामस्वरूप वे पहले से निर्धारित हो गए और फिर सबसे बड़ी कार्य निर्धारित हो गई तो हम ऐसा करते हैं केवल कार्य के आगमन के आदेश के लिए जिससे हमें औसत वेटिंग टाइम में अंतर मिला है और यह अंतर 17 से 3 तक कम हो गया है औसत वेटिंग टाइम तो यह पिछले मामले की तुलना में बहुत बेहतर है तो यह किसी प्रकार के विचार की ओर ले जाता है जैसे कि कई कार्य किए जाने हैं यदि आप पहले छोटी कार्य करते हैं तो यह उम्मीद है कि कुल मिलाकर वेटिंग टाइम कम होगा और यह कि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी ऐसा करते हैं अगर आपको कुछ कार्य करने को मिले हैं और जो कार्य में कम समय लगता है उसे हम पहले करते हैं और फिर बड़े कार्य करने की कोशिश करते हैं इसलिए हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी करते हैं और यह एक बहुत अच्छी नीति है हम इसके बहुत बाद देखेंगे कि यह बहुत अच्छी नीति है अब जो स्थिति हमें यहां मिली है उसे कोनवोय इफैक्ट के रूप में जाना जाता है तो यह एक कोनवोय इफैक्ट कहा जाता है तो कोनवोय इफैक्ट इस तरह है इसलिए पिछली स्थिति पर विचार करें जब P1 था पहले फिर P2 और उसके बाद P3 आया था P1 एक बड़ा कार्य था तो P1 24 यूनिट था P2 और P3 वे 3 यूनिट थे इसलिए वे बहुत छोटे हैं अब यदि P1 एक कंप्यूट बाउंड जॉब है तो इसके बाद ये P1 P2 P3 कार्य के लिए सीपीयू बर्स्ट माप हैं इसलिए ये सीपीयू बर्स्ट आकार ठीक थे तो प्रकृति से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है पी1 को एक बार निष्पादन के लिए समय मिलता है यह 24 समय इकाइयों के लिए लंबे समय तक निष्पादित होता है और फिर यह कुछ आईओ ऑपरेशन संचालन के लिए जा रहा है इसलिए इसके बाद यह कुछ आईओ ऑपरेशन के लिए जा रहा है दूसरे छोर पर P2 और P3 तो वे बहुत सरल हैं इसलिए तो P2 निष्पादित होता है इसलिए एक बार जब इसे निष्पादन का मौका मिल जाता है तो यह 3 टाइम यूनिट के लिए निष्पादित होता है और फिर यह आईओ ऑपरेशन में चला जाता है और P3 के लिए भी यह समान है यह भी 3 समय युनिट के लिए निष्पादित करता है और फिर यह एक आईओ ऑपरेशन में जाता है इसलिए कुछ अर्थों में हम यह समझ सकते हैं कि P1 एक कम्प्यूट बाउंड जॉब है जबकि P2 और P3 वे कुछ ऐसे हैं जिनकी संभावना है कि वे आईओ बाउंड जॉब हैं तो एक कम्प्यूट बाउंड जॉब में ऐसा क्या होता है कि एक बार जब सीपीयू बर्स्ट खत्म हो जाता है तो यह बहुत छोटी अवधि के लिए आईओ बर्स्ट में चला जाता है तो यह सीपीयू बर्स्ट है यह अगले आईओ बर्स्ट है और उसके बाद यह फिर से एक बड़े सीपीयू बर्स्ट में प्रवेश करेगा इस प्रकार यह सीपीयू बाउंड कार्य की प्रकृति है शायद इस बार सीपीयू बर्स्ट आकार 20 हो सकता है तो यह फिर से सीपीयू बर्स्ट समय है और उसके बाद यह फिर से कुछ छोटी मात्रा में IO करेगा और फिर से जाएगा बड़ी मात्रा में सीपीयू बर्स्ट के लिए तो इस तरह से यह काम करता है दूसरी और यह आईओ बाउंड कार्य हैं इसलिए वे कुछ छोटी मात्रा में सीपीयू और फिर एक अच्छी मात्रा में आईओ कार्य करेंगे तो फिर से यह सीपीयू की कुछ छोटी मात्रा कर सकता है तो यह फिर से एक सीपीयू बर्स्ट है लेकिन यह अवधि आईओ की तुलना में बहुत छोटी है फिर यह एक आईओ ऑपरेशन के लिए फिर से चला जाता है अब आप देखते हैं कि P3 के लिए भी यही सच है अब ऐसा क्या हो रहा है कि इस P1 P2 P3 वे रेडी क्यू में थे और इस क्रम में जब P1 था P1 को P2 और P3 की तुलना में पहले शेड्यूल किया गया था मतलब P1 P2 P3 तो यदि आपको ऐसा लगता है जैसे P1 स्थिति है और P1 को निष्पादन का मौका मिलता है इसलिए इसे निष्पादन के लिए सीपीयू मिलता है अब P2 और P3 वे देखते हैं कि सीपीयू में एक बड़ा काम चल रहा है इसलिए परिणामस्वरूप उन्हें इंतजार करना होगा और 24 समय युनिट के इस लंबे समय के बाद P1 सीपीयू से बाहर चला जाता है फिर P2 को निष्पादन का मौका मिलता है अब P2 केवल थोड़े समय के लिए इसका उपयोग करता है और फिर P2 आईओ में चला जाता है तो P1 24 समय युनिट के लिए निष्पादित करता है और फिर आईओ पर जाता है फिर P2 को मौका मिलता है P2 आता है P2 3 युनिट के लिए निष्पादित होता है और फिर आईओ पर जाता है और फिर P3 आता है और 3 युनिट को निष्पादित करता है और आईओ को जाता है अबआईओ साइकिल में चूंकि P1 एक कम्प्यूट बाउंड जॉब है इसलिए इसका आईओ समय कम होगा तो यह रेडी क्यू में वापस आ जाएगा और बहुत तेजी से रेडी क्यू में शामिल हो जाएगा हो सकता है कि P3 के निर्धारित होने से पहले ही P1 फिर से शामिल हो जाए क्यू इस तरह की स्थिति हो सकती है कि P3 और P1 तो रेडी क्यू में वह स्थिति है तो P2 आईओ में है P3 जब P2 सीपीयू में निष्पादित होता है अब जैसे ही P2 सीपीयू से आईओ तक जाता है यह सीपीयू से आईओतक चला जाता है तो पी3 को चालों के लिए मौका मिलेगा और कुछ समय बाद पी2 आईओ को खत्म कर देगा और इस रेडी क्यू में वापसी करेगा लेकिन यह पाएगा कि मेरे सामने एक बड़ा कार्य पी1 है इसलिए हर बार पी2 पी3 वे अपना आईओ पूरा करते हैं और इस रेडी क्यू में आते हैं वे पाते हैं कि उनके सामने एक बड़ा कार्य है जिसे पहले पूरा करने की आवश्यकता है उसके बाद ही यह ऑपरेशन कर सकते हैं तो यह कुछ प्रकार का कॉन्वाय है जैसे कि अगर कोई बड़ा कॉन्वाय है जो चल रहा है तो क्या होता है कि अगर इसके पीछे कुछ छोटी कारें हैं तो यह छोटी कारें हैं तो अगर यहाँ एक क्रॉसिंग है तो मान लें कि यहाँ एक सड़क क्रॉसिंग है तो इस कॉन्वाय को पार करने में अच्छी मात्रा में समय लगता है उस पार जाना तो लेकिन यह पी2 यह छोटी कार इसलिए वे उन्हें पार नहीं कर सकते हैं या शायद वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बड़ा कॉन्वाय जा रहा है फिर इस तरह से पार करने के बाद शायद यह फिर से मिल जाए तो इस कॉन्वाय के बाद यह बड़ा कार बड़ा कॉन्वाय इस स्थिति में चला गया तो इस छोटी कारों को इस क्रॉसिंग को पार करने का मौका मिलता है और फिर पता चलता है कि यह बड़ी कार है इसलिए इस तरह से हर बिंदु पर यह पता चलता है कि मेरे सामने एक बड़ा कॉन्वाय है जो इंतजार कर रहा है और हमें इंतजार करना होगा कि यह चल रहा है और यह धीरे धीरे चल रहा है और हमें इसके लिए इंतजार करना होगा इसलिए यह स्थिति हर बार हो रही है तो यह कॉन्वाय प्रभाव के रूप में जाना जाता है लंबी प्रक्रियाओं के पीछे एक छोटी प्रक्रिया इसलिए हमें लंबी प्रक्रियाओं के पीछे छोटी प्रक्रियाएँ मिली हैं तो यह स्थिति जब भी ऐसा होता है यह छोटी प्रक्रिया उनके वेटिंग टाइम में काफी वृद्धि करेगी इसलिए हर बार जब यह रेडी क्यू में आता है तो पाता है कि मेरे सामने एक बड़ा काम है जिसे समाप्त करना है तो इस तरह से इस छोटी प्रक्रिया का वेटिंग टाइम ऊपर जा रहा होगा तो ऐसा तब होता है जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि हमें एक सीपीयू बाउंड जॉब और कई आईओ बाउंड जॉब्स मिल गए हैं तो यह IO बाउंड है CPU बाउंड कार्य बड़ी प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है और यह IO बाउंड कार्य करता है इसलिए वे छोटी प्रक्रियाएँ हैं इसलिए परिणामस्वरूप हमें कॉन्वाय के समान स्थिति मिलती है इसलिए यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग पॉलिसी के साथ एक समस्या है हमें इस कॉन्वाय के प्रभाव का ध्यान रखना होगा अब आप कैसे ध्यान रखते हैं कि निश्चित रूप से एफसीएफएस नीति के संबंध में एक अलग मुद्दा यह है कि यह आपको इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि उसकी देखभाल कैसे करें शायद हमें कुछ हाइब्रिड करने की ज़रूरत है ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके तो अगली एक और शेड्यूलिंग पॉलिसी पर ध्यान दिया जाएगा जिसे शौरटैस्ट जॉब फर्स्ट के रूप में जाना जाता है इसलिए जैसा कि नाम से पता चलता है हम सबसे छोटे कार्य को पहले करते हैं तो यह स्थिति है कि नाम से हम समझ सकते हैं कि ठीक है अगर रेडी क्यू में कई कार्य हैं इसलिए निष्पादन के लिए चयनित होने वाला कार्य वह है जिसे सबसे कम कार्यकारी या सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट प्रकार मिला है इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रक्रिया के साथ हम उसके अगले सीपीयू बर्स्ट को जोड़ देते हैं तो हम इसके अगले सीपीयू बर्स्ट की अवधि को जोड़ते हैं और फिर हम इन अवधि का उपयोग करके प्रक्रिया को कम से कम समय के साथ निर्धारित करते हैं तो जो भी सीपीयू बर्स्ट सबसे छोटा है हम इसे लेते हैं अब एसजेएफ इष्टतम है इसलिए यह दिखाया जा सकता है कि यदि यह एसजेएफ नीति इस मायने में इष्टतम है कि यह किसी निर्धारित प्रक्रिया के लिए न्यूनतम औसत वेटिंग टाइम देता है प्रक्रियाओं के एक सेट को देखते हुए और यदि आप अगले CPU बर्स्ट साइज़ को जानते हैं और यदि आप इस नीति के आधार पर शेड्यूल करते हैं जो प्रक्रिया सबसे छोटी की अगली CPU बर्स्ट के साथ है तो उसे अगली बार शेड्यूल किया जाएगा तो यह एक इष्टतम नीति है इसलिए आप किसी भी अन्य शेड्यूलिंग नीति को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं जो बेहतर कर सकती है तो हम कैसे करते हैं लेकिन हमारे पास जो समस्या है वह यह है कि हम कैसे जानते हैं कि अगले सीपीयू बर्स्ट की अवधि कितनी है यह एक बड़ा सवाल है तो हम ऐसा कैसे जानते हैं अगले सीपीयू बर्स्ट की अवधि इसलिए जब तक इस प्रक्रिया को निष्पादित नहीं किया जाता है तब तक इसे सीपीयू दिया जाता है और यह अगले सीपीयू बर्स्ट को पूरा करता है हम यह नहीं जान सकते कि सीपीयू बर्स्ट का आकार क्या है तो यह एक बड़ा मुद्दा है और एक संभावित समाधान आप उपयोगकर्ता से पूछ सकते हैं जैसे कि मैं उपयोगकर्ता से पूछ सकता हूं जैसे कि जब भी कोई प्रक्रिया प्रस्तुत की जाती है तो आपके अगले सीपीयू बर्स्ट का आकार क्या होगा इसलिए उपयोगकर्ता के लिए भी जवाब देना मुश्किल है और उसी समय उपयोगकर्ता भी कभी कभी सिस्टम से एक लाभ प्राप्त हो सकता है शायद मूल्य बताना जो कि वास्तविक से बहुत कम है इसलिए जैसा कि सीपीयू में मौका मिलता है और चूंकि एक बार सीपीयू में एक प्रक्रिया चली जाती है इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यह प्रियेंप्टिव नहीं है इसलिए यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक यह वर्तमान सीपीयू बर्स्ट को पूरा नहीं करता है और अगले आईओ बर्स्ट पर जाता है इसलिए नतीजतन यदि उपयोगकर्ता झूठ बोल रहा है तो हम उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं इसलिए हम सीपीयू से प्रक्रिया वापस नहीं ले सकते हैं और इसे किसी और को दे सकते हैं तो यह शऑरटेस्ट जॉब फर्स्ट नीति है और यह सैद्धांतिक है और यह अक्सर ऐसा होता है यह एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है तो मैं ऐसा क्यों कहता हूं मान लो कि मैं कुछ नई शेड्यूलिंग नीति A के साथ आता हूं कुछ शेड्यूलिंग नीति A अब मेरी शेड्यूलिंग नीति कितनी अच्छी या बुरी है इसलिए यदि आप तुलना करने की कोशिश करते हैं तो यह औसत वेट टाइम है तो यह किसी भी शेड्यूलिंग नीति के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है तो हम क्या कर सकते हैं हम जॉब मिक्स ले सकते हैं इसलिए हम जॉब मिक्स जे ले सकते हैं और फिर इस जॉब के सेट के लिए तो इस जॉब मिक्स को कई प्रकार के कार्य मिले हैं और ये कार्य हम एसजेएफ नीति और एल्गोरिथम ए से शेड्यूल कर सकते हैं और चूंकि एसजेएफ इष्टतम है इसलिए औसत वेटिंग टाइम जो हम ए से प्राप्त करते हैं यह एसजेएफ से कम नहीं हो सकता है इसलिए यह ज़्यादा से ज़्यादा एसजेएफ तक पहुंच सकता है लेकिन यह उससे कम नहीं हो सकता है तो एसजेएफ द्वारा लिखित औसत वेटिंग टाइम के लिए आपका मूल्य कितना करीब है जो वास्तव में एल्गोरिथ्म ए या पॉलिसी ए की अच्छाई देता है यही कारण है कि यह एक सैद्धांतिक एल्गोरिथ्म सैद्धांतिक नीति है और यह साहित्य में इस कारण से विद्यमान है क्योंकि इसे बेंच मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है यदि आप एक नई शेड्यूलिंग नीति विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एसजेएफ के साथ तुलना कर सकते हैं इसलिए हमारी अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे एसजेएफ से इस बर्स्ट साइज़ का अनुमान लगाया जा सके